पिछले दो व्याख्यानों में हम तब नौकरी एम मशीन फ्लो शॉप शेड्यूलिंग समस्या को कम से कम करने के लिए संबोधित कर रहे हैं हमने जॉनसन के एल्गोरिथ्म को देखा जो दो मशीन समस्या को बेहतर तरीके से हल करेगा हमने जॉनसन के एल्गोरिथ्म के विस्तार पर भी ध्यान दिया जहां 3machine समस्या मेक स्पैन को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है बशर्ते प्रसंस्करण समय पर डेटा कुछ शर्तों को पूरा करता है अब हमने एक शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म को भी देखा जिसका उपयोग हम सामान्य रूप से सामान्य रूप से एम मशीन समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं विशेष रूप से हमने तीन मशीनों के साथ एक उदाहरण दिखाया हमने यह भी उल्लेख किया है कि सबसे खराब स्थिति में शाखा और बाध्य यदि एन नौकरी है तो शाखा और बाध्य सभी n factorial संभावित क्रमपरिवर्तन या n factorial संभव अनुक्रमों का मूल्यांकन कर सकते हैं इससे पहले कि यह आता है या इष्टतम समाधान पर आता है तो सबसे खराब स्थिति में शाखा और बाध्य एल्गोरिथ्म n भाज्य कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह गणनाओं की एक घातीय संख्या कर सकता है या कर सकता है इसलिए जब यह गणना की एक घातीय संख्या करता है तो समस्या को हल करने के लिए लिया गया कंप्यूटिंग समय बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि समस्या का आकार बढ़ जाता है इसलिए ऐसे मामलों में यह अनुमान लगाने के लिए प्रथागत है कि हेयुरिस्टिक्स या हेयुरिस्टिक समाधानों को क्या कहा जाता है जो अनिवार्य रूप से इष्टतम की गारंटी नहीं देते हैं इसलिए कुछ अर्थों में वे इष्टतम गारंटी नहीं देते हैं इसलिए उन्हें गैर इष्टतम तरीके के रूप में कहा जा सकता है लेकिन कुछ उदाहरणों के लिए अनुमानी समाधान स्वयं इष्टतम समाधान दे सकते हैं उत्तराधिकार कुछ उदाहरणों में इष्टतम देने में सक्षम हैं लेकिन वे सभी अवसरों पर इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देते हैं तो अब हम कुछ प्रवाह को देखेंगे सामान्य प्रवाह की दुकान शेड्यूलिंग समस्या को हल करने के लिए कम से कम अवधि लेकिन इससे पहले हम एक पहलू पर भी गौर करें जो इस n factorial से संबंधित है अब अगर हम एक दो मशीन प्रवाह की दुकान पर विचार करते हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास एम 1 कहीं है और हमारे पास एम 2 कहीं है और हमें बताएं कि हमारे पास केवल दो नौकरियां हैं जे 1 जॉंड जे2वाइच यहां हैं इसलिए चूंकि दो नौकरियां हैं इसलिए दो अनुक्रम संभव हैं जो है J1 के बाद J2 और J2 के बाद J1 है अब मान लेते हैं कि J1 के लिए प्रसंस्करण समय 6 और 5 है जिसका अर्थ है M1 पर 6 और M2 पर 5 और J2 के लिए प्रसंस्करण समय 7 और 8 M1 पर 7 M2 पर 8 हैं हमने पहले ही पूरा होने वाले समय की गणना और मेक स्पान को देखा है लेकिन हम उस पहलू को एक बार फिर से देखें इसलिए यदि हम अनुक्रम J1 पर विचार करते हैं तो J2 जिसका मतलब है कि नौकरी J1 पहले जाती है और फिर J2 के बाद हम स्वचालित रूप से इस तरह अनुक्रम की गणना करते हैं हम एम 1 और एम 2 पर पूरा होने के समय को देखते हैं मुझे जे 2 के लिए जे 1 के लिए यहां पूरा होने का समय कहते हैं तो हम कहेंगे कि J 1 पहली बार 6 में 0 फिनिश के बराबर समय पर M1 में जाता है फिर J1 11 में M2 फिनिश में जाता है J2 13 में 6 फिनिश के बराबर समय पर M1 में प्रवेश करता है और फिर यह 11 पर उपलब्ध होता है तो J2 M2 को 13 13 प्लस 82 1 पर ले जा सकता है हमने यहां एक महत्वपूर्ण धारणा बनाई है कि जिस क्षण हम निर्णय लेते हैं कि अनुक्रम J1 के बाद J2 कि सभी मशीनों पर अनुक्रमण अनुक्रम बनाए हुए हैं M1 और M2 दोनों ही हमने अपने क्रम में उस क्रम को बनाए रखा है उदाहरण के लिए हम एक परिदृश्य को देखते हैं जहाँ हम निर्णय लेते हैं कि M1 पर अनुक्रम J1 है और इसके बाद M2 पर अनुक्रम J2 है तो मुझे उन गणनाओं को दिखाने दो तो इसलिए हम पहले M1 को देखेंगे और फिर हम M21 को देखते हैं हमें M1 पर ग्रहण करते हैं अनुक्रम J1 है और उसके बाद J2 है इसलिए अनुक्रम J1 के बाद M1 पर J2 है जिसका अर्थ है कि M1 में हम पहले J1 के साथ शुरू करते हैं 6 समय इकाइयाँ लेता है इसलिए यह समय 6 के बराबर आता है अब J2 6 के बराबर समय में M1 में प्रवेश करता है इसलिए आएगा 13 बराबर समय पर अब हमें यहाँ M2 पर अनुक्रम 2 को J1 और J1 के बाद देखते हैं इसलिए मुझे यह लिखना है कि M2 पर यह J2 है और इसके बाद J1 है तो इसका मतलब यह होगा कि जे 1 तुरंत एम 2 पर नहीं जाएगा भले ही एम 2 मुक्त हो क्योंकि एम 2 पर अनुक्रम जे 1 है तो एम 2 जे 2 के खत्म होने का इंतजार करेगा इसलिए जे 2 एम 2 को 13 के बराबर समय पर एक्सेस कर सकता है और फिर जे 2 के लिए 21 जे 2 पर एक और 8 यूनिट की आवश्यकता होगी चूँकि एम 2 पर अनुक्रम जे 2 है और उसके बाद जे 1 है अब जे 1 पूरा होने के बाद जे 1 एम 2 में प्रवेश कर सकता है इसलिए जे 1 पूरा होने के बाद भी यहाँ 6 से 21 तक प्रतीक्षा करेगा और फिर इसे दूसरी 5 इकाइयाँ लगेंगी और फिर 26 जे 1 निकलता है इसलिए अगली अवधि के लिए इस आदेश के लिए यहां पर स्पैन है जो कि 21 है अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फ्लो शॉप की धारणा का उल्लंघन नहीं किया जाता है फ्लो शॉप धारणा का मतलब है कि प्रत्येक नौकरी उसी क्रम में मशीनों का दौरा करेगी इसलिए भले ही हम इस अनुसूची या टाइम टेबल पर देखें J1 पहली बार M1 पर जाता है और फिर J1 M2 में जाता है J2 M1 पर जाता है J2 M2 में जाता है तो फ्लो शॉप धारणा का उल्लंघन नहीं होता है इसलिए सिद्धांत रूप में फ्लो शॉप में यदि फ्लो शॉप में एम मशीनें हैं तो प्रत्येक मशीन में एन जॉब्स को फैक्टरियल तरीकों से अनुक्रमित किया जा सकता है इसलिए प्रत्येक मशीन के ऊपर इसे एन फैक्टोरियल तरीकों से किया जा सकता है और चूंकि एम मशीनें हैं इसलिए यह किया जा सकता है कुल अनुक्रम संभव है वास्तव में पावर एम के लिए एन फैक्टोरियल लेकिन इसका उपयोग करना सामान्य और प्रथागत नहीं है यह और इस के बीच तुलना करना काफी स्पष्ट है यदि हम सभी मशीनों के लिए एक ही क्रम बनाए रखते हैं तो कई मौकों पर हमें प्रदर्शन माप का बेहतर मूल्य मिलेगा जैसे कि स्पैन या पूरा होने का समय और जल्द उदाहरण के लिए मेक स्पैन 21 है मेक स्पान 26 पूर्ण समय का योग 33 है पूर्ण होने का योग 47 है इसलिए यदि कोई नियत तारीख संबंधित उपाय थे तो एक बार फिर यह इस से अधिक उच्च स्तर दिखाएगा इसलिए जिन्हें नियमित प्रदर्शन उपाय कहा जाता है जहां पूरा होने के बाद प्रदर्शन माप या उद्देश्य फ़ंक्शन बढ़ जाएगा इसका पालन न करना बेहतर है और इसका पालन करना जहां सभी मशीनों पर नौकरियों का क्रम समान है यह एक ऐसी स्थिति है जहां नौकरी का क्रम या अनुक्रम विभिन्न मशीनों पर अलग अलग होता है यहां तक कि एक प्रवाह की दुकान में भी तो इस तरह की स्थिति या इसे इस तरह से मॉडल करना फायदेमंद है कि सभी मशीनों पर यात्रा का क्रम समान हो इसलिए हम सभी एन फैक्टर को पावर मीटर नहीं मानते हैं इसके बजाय हम केवल n factorial दृश्यों पर विचार करते हैं तो n factorial में से 1 पहली मशीन के लिए इष्टतम होगा और n factorial में से 1 को अब चुना गया है जैसे कि यह इष्टतम है जब हम सभी मशीनों पर विचार करते हैं इसलिए हमने न्यूटेरियल से पावर मीटर से एन फैक्टरियल के लिए संभव समाधान स्थान को कम कर दिया इसलिए उन अनुक्रमों को जहां या स्थिति जहां हम सभी मशीनों के लिए एक ही अनुक्रम पर विचार करते हैं जैसे कि इसे क्रमपरिवर्तन प्रवाह की दुकान कहा जाता है इसलिए जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है प्रवाह की दुकान का अर्थ होगा एक क्रमचय प्रवाह की दुकान और हम गैर क्रमोन्नति प्रवाह की दुकानों को नहीं देखेंगे जहां मशीनों पर ऑर्डर या यात्रा अलग अलग हैं इसलिए अब तक हमने इस व्याख्यान श्रृंखला में केवल क्रमचय प्रवाह की दुकानों को देखा है और हम इस व्याख्यान श्रृंखला में केवल क्रमचय प्रवाह की दुकानों को देखते रहेंगे अब हम समस्या को हल करने के लिए पुनरावर्ती पर जाएं तो अब हम इस 5 काम पर विचार करें 3 मशीन प्रवाह की दुकान अनुक्रमण समस्या को कम से कम करने के लिए अवधि और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है हम केवल क्रमबद्ध क्रमों पर विचार करेंगे और हम गैर क्रमिक क्रमों को नहीं देखेंगे तो एन फैक्टरियल में से 1 इस मामले में इष्टतम होगा अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें यह देखना होगा कि क्या यह जॉनसन की स्थिति को संतुष्ट करता है अगर यह जॉनसन की स्थिति को संतुष्ट करता है तो हम एक सरल एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इष्टतम समाधान को सीधे प्राप्त कर सकते हैं अब पहली मशीन पर न्यूनतम 13 है तीसरी मशीन पर न्यूनतम 11 है दूसरी मशीन पर अधिकतम 20 है इसलिए दूसरी मशीन पर अधिकतम पहली पर न्यूनतम से अधिक है साथ ही तीसरे पर न्यूनतम है इसलिए जॉनसन की स्थिति संतुष्ट नहीं है इसलिए हम इस समस्या का इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए जॉनसन स्थिति को लागू नहीं कर सकते हैं यदि हम जॉनसन स्थिति का उपयोग जारी रखते हैं और इसे हल करते हैं तो हमें इष्टतम समाधान नहीं मिल सकता है तो आइए हम इस समस्या के कुछ अन्य न्यायिक समाधानों पर ध्यान दें अब हम जिस पहली हेयुरिस्टिक को देखेंगे वह कोशिश करेंगे और इनमें से प्रत्येक कार्य के लिए एक भारित राशि का पता लगाएंगे इसलिए हम इन मशीनों में से प्रत्येक को कुछ वज़न देने की कोशिश करेंगे और फिर हम कोशिश करते हैं और हर काम के लिए एक भारित राशि पाते हैं इसलिए चलिए बीच में मशीन को 0 का वजन देने के साथ शुरू करते हैं और अधिक वजन देते हैं यहां 2 और इस मशीन के लिए माइनस 2 का वजन दे रहा है और फिर हम कोशिश करते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए प्रसंस्करण समय का एक भारित योग ज्ञात करें तो हम कहते हैं कि जैसा कि हम कहते हैं कि हमें नौकरी के लिए वजन के रूप में डब्ल्यू 1 कहते हैं इसलिए नौकरी के लिए 1 वर्ष का वजन शून्य से 2 2 जो कि शून्य से 32 प्लस 18 में 0 प्लस 12 में 224 हो जाएगा इसलिए 24 शून्य से 32 माइनस 8 अब W 2 माइनस 2 में 14 हो जाएगा जो माइनस 28 माइनस 28 प्लस 22 है माइनस 6 है डब्ल्यू 3 माइनस 2 में 13 होगा माइनस 2 में 26 प्लस 15 230 में जो 4 होगा डब्ल्यू 4 माइनस में 19 होगा 2 माइनस 38 प्लस 19 में 2 प्लस 38 0 और डब्ल्यू 5 में 15 होगा माइनस 2 में माइनस 30 प्लस 16 में 2 32 है इसलिए यह प्लस 2 होगा इसलिए हमने अब प्रत्येक कार्य से संबंधित एक भार पाया है जो वजन के आधार पर है जो हमने मशीनों को मनमाने ढंग से सौंपा है तो यह बहुत स्पष्ट है कि अगर इन वेट को बदल दिया जाए तो ये संख्याएं भी बदल जाएंगी लेकिन अभी हम मिडल प्लस 2 के लिए 0 और यहां माइनस 2 के लिए एक मानक वजन मान लेते हैं और फिर हमने वेट की गणना की है अब सॉर्ट करें वजन के घटते क्रम गैर बढ़ते क्रम या भार के घटते क्रम में नौकरियां तो अधिकतम W3 है इसलिए J3 पहले 1 पर आता है W5 है इसलिए J5 तीसरे नंबर पर आता है तीसरा 1 है तो J4 तीसरे स्थान पर आता है अगला है माइनस 6 इसलिए यहाँ J2 के परिणाम और अंतिम है माइनस 51 आता है यहाँ इसलिए यह क्रम है जो हमें मिलता है अगर हम प्रत्येक मशीन के लिए दिए गए वजन के आधार पर प्रत्येक काम के लिए एक वजन की गणना करते हैं अब इस क्रम के लिए हमें प्रयास करें और मेक स्पैन का पता लगाएं इसलिए हम इस अनुक्रम के लिए पूरा होने का समय लिखते हैं हमारे पास M1 M2 M3 J3 J5 J4 J2 J1 हैं तो J3 की शुरुआत 0 से 13 पर खत्म होती है अब 13 से M2 हो जाती है और 20 से खत्म हो जाती है इसलिए 33 से खत्म होने पर अब M3 से 33 पर जाती है एक और 15 पर खत्म होती है और 48 पर J5 10 के बराबर 13 पर शुरू हो सकता है एक और 15 इसलिए 28 पर खत्म होने पर 33 तक इंतजार करना पड़ता है ताकि एम 2 मुफ्त में एक और 16 लेता है इसलिए 49 पर समाप्त एम 3 पहले से ही 48 पर उपलब्ध है इसलिए 49 पर एम 3 शुरू होता है एक और 16 लेता है इसलिए 65 पर समाप्त होता है J4 20 पर M1 पर 28 से शुरू हो सकता है इसलिए 28 प्लस 19 यह 47 पर समाप्त होता है एम 2 केवल 49 पर उपलब्ध है इसलिए यह 49 यात्राओं तक इंतजार करता है एम 2 64 में एक और 15units फिनिश लेता है M3 केवल 65 पर उपलब्ध है इसलिए M3 में 65 पर एक और 19 लेता है और 84 पर समाप्त होता है J2 47 के लिए M1 से शुरू होता है एक और 14 इसलिए 61 प्रतीक्षा में समाप्त होने तक एम 2 के लिए 64 पर शुरू होता है एम 2 पर 64 शुरू होता है 74 के लिए एक और 10 लेता है फिर भी एम 3 के लिए 84 पर शुरू होता है एक और 11 लेता है इसलिए 95 पर समाप्त होता है अब J1 M1 पर 61 से शुरू होता है एक और 16 लेता है इसलिए 77 पर समाप्त होता है M2 पहले से ही 74 पर उपलब्ध है इसलिए 77 से शुरू होता है 77 प्लस 18 95 पर है यह 95 M3 पर उपलब्ध है तो 95 से शुरू होता है एक और 12 लेता है और 107 पर खत्म होता है इसलिए इस क्रम से जुड़ा स्पैन 107 है यह इस क्रम से जुड़ा हुआ स्पैन है तो यह है कि यह एल्गोरिथ्म कैसे काम करता है बहुत सरल एल्गोरिथ्म इसलिए एक पास एल्गोरिथ्म जहां आप मशीनों के लिए भार परिभाषित करते हैं अभी वज़न मनमाना है लेकिन इसमें एक तर्क है जो हम देखेंगे अभी वज़न मनमाना है लेकिन किसी भी भार के लिए आप हर काम के लिए एक सूचकांक या एक वजन की गणना कर सकते हैं उस सूचकांक की गणना कर सकते हैं और फिर इस तरह अनुक्रम प्राप्त करने के लिए सूचकांकों के घटते या बढ़ते मूल्य में नौकरियों को क्रमबद्ध कर सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं इस क्रम को पूरा करें और यह एक समाधान प्रदान करता है इसलिए यह अनुमानी एल्गोरिथ्म केवल एक अनुक्रम का मूल्यांकन करेगा जो 2 का मूल्यांकन कर सकता है यदि उदाहरण के लिए इन सूचकांकों में से कुछ समान हैं तो आपके पास 2 या अधिक हो सकते हैं यदि इनमें से कुछ सूचकांक समान हैं लेकिन सामान्य तौर पर यह केवल एक अनुक्रम का मूल्यांकन करता है यदि इन सभी सूचकांकों के सभी मूल्य अद्वितीय हैं तो यह 107 के बराबर मेक स्पैन के साथ एक समाधान देता है अब 1 बात जो हम जानते हैं कि यह 107 इष्टतम होने की आवश्यकता नहीं है भाग्य के बिट के साथ यह इष्टतम हो सकता है लेकिन तब कोई गारंटी नहीं है कि हम जो 107 प्राप्त करते हैं वह वास्तव में इष्टतम है इसलिए हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि यह कितना अच्छा है क्या यह काफी अच्छा है या क्या यह काफी अच्छा नहीं है अब ऐसा करने के लिए हम मेक स्पान के लिए कम सीमा का पता लगाने की कोशिश करते हैं हमने पहले से ही कम सीमा को देखा है प्रत्येक मशीन के आधार पर स्पैन बनाएं तो हम उन निचले सीमाओं को देखने के लिए लागू करते हैं जो हमें मेक स्पैन के लिए कम बाध्य के रूप में मिलते हैं तो M1 पर आधारित कम बाउंड बराबर है अब हम पहले सभी 3 मशीनों पर 16304362 प्लस 1577 प्रसंस्करण समय का पता लगाते हैं 18284863 प्लस 1679 12233857 प्लस 16 73So है इनमें से प्रत्येक पर आधारित निचली सीमा M1 है सभी के लिए 77 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है लेकिन फिर M1 पर अंतिम नौकरी M2 और M3 पर जाना होता है तो न्यूनतम अतिरिक्त समय जिसकी हमें आवश्यकता है इन योगों का न्यूनतम 3021353432 21 न्यूनतम है इसलिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त समय 77 प्लस 21 संदर्भ समय 2206 है तो M1 पर आधारित लोअर बाउंड 77 प्लस 21 है जो कि 98 है अब M2 पर आधारित लोअर बाउंड जल्द से जल्द होगा हम M2 पर प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं इनमें से न्यूनतम 13 है क्योंकि कोई भी काम सीधे M2 पर शुरू नहीं हो सकता है इसे M1 पर जाना है और उसके बाद ही यह M2 को शुरू कर सकता है इसलिए जल्द से जल्द M2n शुरू कर सकता है इन नंबरों में न्यूनतम 13 है एम 2 को एक और 79 की आवश्यकता है और फिर एम 2 पर अंतिम नौकरी भी एम 3 पर जाना है इसलिए इसे कम से कम एक अतिरिक्त की आवश्यकता होती है जो कि न्यूनतम होता है जो 11 होता है तो निचला बंधन 13 प्लस 79 प्लस 11 होगा इसलिए यह 13 प्लस 79 प्लस 11 होगा जो कि 79 प्लस 11 है 90 90 प्लस 13 103 है जो एम 2 पर आधारित एक कम बाध्य है अब M3 पर आधारित लोअर बाउंड कोई भी नौकरी M3 पर सीधे शुरू नहीं हो सकती है इसलिए M3 पर पहली नौकरी को M1 और M2 में जाना चाहिए तो जल्द से जल्द M3 शुरू हो सकता है ये 2 योग न्यूनतम हैं इसलिए यह 342433343124 न्यूनतम प्लस है इसके लिए 73 की आवश्यकता है इसलिए M3 पर कम बाउंड 24 प्लस 73 के बराबर है 97 है अब 3 निचले सीमा में से अधिकतम एक सबसे अच्छा है इसलिए 103 एक बहुत अच्छी निचली सीमा है जो हमें 3 मशीनों के उपयोग से मिली है अब हमारे पास जानकारी के 2 टुकड़े हैं हम निश्चित रूप से जानते हैं कम बाउंड जो कि स्पैन स्पैन 103 से कम नहीं हो सकता है इसलिए मेक स्पैन केवल 103 या उससे अधिक हो सकता है अब हम यहां से यह भी जानते हैं कि चूंकि हमारे पास इष्टतम मेक स्पैन 103 से अधिक है या कम बाउंड के आधार पर हो सकता है इसके आधार पर हमारे पास पहले से ही एक संभव अनुक्रम है जिसमें 107 का मेक स्पैन है इसलिए इष्टतम मेक स्पान केवल 107 या उससे कम हो सकता है तो अच्छाई H माइनस L से 100 प्रतिशत होगी अब हम मानते हैं कि सबसे खराब स्थिति सबसे कम है जो कि सबसे खराब स्थिति है और इसलिए यदि इष्टतम जहां 103 है तो इस की भलाई 107 माइनस 103 है जो कि 103 से 100 प्रतिशत में विभाजित है इसलिए यह 4 से 103 प्रतिशत है इसलिए मुझे लगभग 4 प्रतिशत या 4 प्रतिशत से कम कहने की अनुमति है 3 प्रतिशत कुछ प्रतिशत हम 4 प्रतिशत कहेंगे इसलिए यदि हम किसी समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो कहता है कि सबसे खराब स्थिति इष्टतम से 4 प्रतिशत अधिक है तो सबसे खराब मामला 4 प्रतिशत का आता है क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या यह इष्टतम एल से अधिक है वास्तव में यह एच माइनस होना चाहिए O द्वारा O हेयुरिस्टिक माइनस इष्टतम द्वारा क्योंकि हम उस इष्टतम को नहीं जानते हैं जिसे हमने कम सीमा के साथ प्रतिस्थापित किया है इसलिए इष्टतम 103 या अधिक है इसलिए वास्तविक अच्छाई 4 या उससे कम होगी क्योंकि यह बढ़ सकता है और एच माइनस एल वास्तव में घट सकता है तो सबसे खराब स्थिति में यह केवल 3 प्लस कुछ हो सकता है इसलिए यदि हम एक समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो 4 प्रतिशत के भीतर है तो हम आराम से इसे ले सकते हैं और हमें इष्टतम पाने की कोशिश करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे समाधान चाहते हैं जो इससे बेहतर हों क्या हमारे पास ऐसे सीक्वेंस हैं जिनकी अवधि 106 से कम है इस तरह के मामले में फिर हम अन्य अनुमानी एल्गोरिदम को देख सकते हैं और यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो 106 से कम हैं अब इस अनुमान को पामर्स हेयुरिस्टिक या पामर्स एल्गोरिथ्म कहा जाता है और पामर द्वारा वर्ष 1965 में विकसित किया गया था हालांकि माइनस 20 और प्लस 2 के ये मान मनमानी प्रतीत होते हैं इन मूल्यों को चुनने में एक तर्क है अगर हम देखें बहुत सावधानी से ये क्रम J3 J5 J4 J2 और J1 हैं वे सूचकांक के घटते क्रम पर आधारित थे अब J3 में सूचकांक का उच्चतम मूल्य था जबकि J1 में सूचकांक का सबसे कम मूल्य था अब अगर आप इन J1 को देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि इसे सबसे कम मूल्य मिला क्योंकि यह 16 12 से बड़ा है और J3 का उच्च मूल्य सकारात्मक मूल्य था क्योंकि यह 13 15Now से छोटा है 3 मशीन समस्या के लिए हमारे पास है यहां 0 लगाओ इसलिए दूसरी मशीन पर जो कुछ भी है वह मायने नहीं रखता केवल पहली और तीसरी मशीन के मामले में ही क्या है इसलिए अगर किसी नौकरी में तीसरी मशीन पर या अंतिम मशीन पर उच्च प्रसंस्करण समय होता है और जे 3 जैसी पहली मशीन पर कम प्रसंस्करण समय होता है तो यह सूचकांक का उच्च मूल्य होगा एक अन्य नौकरी जिसका एम 1 पर अधिक मूल्य है और एम 3 पर कम मूल्य है सूचकांक का कम मूल्य होगा और इसलिए अनुक्रम में बाद में आंकड़ा होगा जे 3 जिसका एम 1 पर कम मूल्य है और एम 3 पर उच्च मूल्य है 0 से अधिक और सूचकांक का एक उच्च मूल्य होगा और इसलिए हम अनुक्रम में जल्दी पता लगाएंगे अब यह जॉनसन के विचार के बहुत करीब है अगर हम वापस जाते हैं और नियम देखते हैं तो एम 1 पर सबसे छोटी संख्या वाली मशीन बाईं ओर से दिखाई देगी जिसका अर्थ है कि यह अनुक्रम में जल्दी दिखाई देगा जबकि नौकरियां एम 2 पर छोटे मान दाईं ओर से दिखाई देंगे जिसका अर्थ है कि यह अनुक्रम में बाद में दिखाई देगा यह सार वजन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है सिद्धांत रूप में कि सार वजन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो सिद्धांत मध्य होना चाहिए एक निश्चित वजन है 1 के दाईं ओर यह 5 मशीन या 6 मशीन की समस्या को सामान्य करने के लिए 1 सही करने के लिए आता है कि सकारात्मक और बढ़ती वजन होना चाहिए और बाईं ओर के लोगों को नकारात्मक होना चाहिए और घटते बढ़ते रहते हैं तब निरपेक्ष वजन अधिक होगा लेकिन नकारात्मक होने के कारण यह कम हो जाएगा फिर हम इस एल्गोरिथ्म को जॉनसन सिद्धांत में फिट करते हैं जो काम करता है लेकिन फिर यहां कुछ सीमाएं हैं क्योंकि हम एक 0 डालते हैं तो दूसरी मशीन बिल्कुल योगदान नहीं दे रही है और फिर कुछ अन्य प्रश्न हैं जैसे यह 0 होना चाहिए या यह कुछ स्थिर होना चाहिए 0Now के अलावा कोई अन्य चीज क्या ये सभी समान प्रश्न आ सकते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से इस सूचकांक की गणना के पीछे सिद्धांत आधारित है जॉनसन विचार पर अब जब मेरे पास एक समान संख्या होती है अगर मेरे पास 4 मशीनें होती हैं तो मैं क्या करूं तो सुझाव था माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 3 कोई मध्य मशीन नहीं है तो दो मध्य 1 के माइनस 1 और प्लस 1 मिलेंगे और फिर इस तरफ एक प्लस 3 और दूसरी तरफ एक माइनस 3 होगा इसलिए इस एल्गोरिथ्म में कई सुधार किए गए थे लेकिन इस एल्गोरिथ्म से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण योगदान या दो बातें यह है कि यह बहुत शुरुआती एल्गोरिथम है जल्द से जल्द और यह कि सूचकांक पर भार का बहुत विचार जॉनसन के एल्गोरिथ्म के पीछे सार को पकड़ लेता है अब हमें दूसरे एल्गोरिदम पर चलते हैं बस हमें इस समाधान को कहीं और बनाए रखना चाहिए और हमें यह समाधान लिखना चाहिए जो कि J3 J5 J4 J2 J1 है जिसकी अवधि 107 के बराबर है अब हम दूसरे एल्गोरिथम पर वापस जाते हैं देखें कि हम क्या करते हैं हम यह भी लिखते हैं कि हमारी निचली सीमा 103 है जो हमारे पास है अब जब हमने शुरू किया था हम जॉनसन की स्थिति की जांच करते हैं और हमने कहा कि यह जॉनसन की स्थिति को संतुष्ट नहीं करता है ताकि यह निश्चित रूप से इष्टतम समाधान देता है फिर भी हम इस्तेमाल कर सकते थे वही एल्गोरिथ्म क्योंकि अगर यह जॉनसन की स्थिति को संतुष्ट करता तो हमने एक समतुल्य 2 मशीन की समस्या पैदा की होती और फिर हमने जॉनसन के एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए 2 मशीन की समस्या को हल कर लिया होता अब यह जॉनसन की स्थिति को संतुष्ट नहीं करता है लेकिन कुछ भी हमें उस नियम को लागू करने से रोकता है जो हमें मिलता है इसलिए हमें वह प्रयास करने दें तो अब जोड़कर एक बराबर 2 मशीन जॉनसन समस्या बनाते हैं इसलिए यह M1 प्लस M2 बन जाता है यह M2 प्लस M3 J1 J2 J 3 J4 और J5 बन जाता है तो यह 34 18 प्लस 16 18 18 प्लस 12 30 24 21 33 और 35 34 34 और 3132 हो जाता है तो अब हम इसके लिए जॉनसन अनुक्रम बनाते हैं सबसे छोटा एक 21 है इसलिए जे 2 यहाँ जाता है अगला सबसे छोटा 1 30 है इसलिए J1 यहां 30 आता है सबसे छोटा 1 31 है इसलिए J5 यहां आता है दूसरा सबसे छोटा 1 33 है तो J3 यहां आता है 33 पहली मशीन पर है इसलिए यह बाईं ओर से आता है और एकमात्र 1 उपलब्ध है J4 इसलिए जब हम 3 मशीन के लिए विस्तारित जॉनसन के एल्गोरिथ्म को इस में लागू करते हैं पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए कि यह इष्टतम समाधान नहीं देगा या नहीं तो हमें इस तरह एक अनुक्रम मिलता है अब हम इस अनुक्रम के लिए पूरा होने का समय ज्ञात करते हैं इसलिए CT यहाँ अनुक्रम J5 पहले J3 J4 J1 J2 है अब इसके साथ जुड़ा हुआ स्पैन J5 0 पर शुरू होता है और 15 पर समाप्त होता है 15 पर M2 पर जाता है 3115 प्लस 1631 पर 31 पर M3 जाता है एक और 16 लेता है और 47 पर निकलता है अब J3 अगला 1 है इसलिए J3 M1 पर 15 से शुरू होता है इस 15 को एक और 13 लगता है इसलिए 28 पर बाहर आता है एम 2 के मुक्त होने के लिए 31 तक इंतजार करना पड़ता है एम 2 को 31 फिनिश पर 5131 प्लस 20 पर ले जाता है जिस समय एम 3 मुक्त होता है तो 51 प्लस 15 66 है अब J4 आता है तीसरा M1 28 पर उपलब्ध है इसलिए 28 खत्म 19 से शुरू होता है जो कि 47 से 47 तक इंतजार करता है M2 के मुक्त होने के लिए 51 तक इंतजार करता है 51 पर M2 जाता है एक और 15 लेता है और खत्म होता है 66अब बिल्कुल 66 M3 पर मुफ़्त है इसलिए यह M3 लेता है और फिर एक और 19 लेता है और 85 पर समाप्त होता है J1 47 पर शुरू हो सकता है क्योंकि M1 47 पर मुफ़्त है एक और 16 लेता है इसलिए 47 प्लस 16 63 है जो कि M2 के मुक्त होने के लिए 66 तक है 66 पर M2 जाता है एक और 18 लेता है और फिर 84 पर निकलता है लेकिन M3 केवल 85 पर उपलब्ध है इसलिए 85 में M3 में एक और 12 इकाइयाँ आती हैं इसलिए 97 पर निकलती है अब J2 अंतिम कार्य है जो M1 में 63 पर जा सकता है 63 से शुरू होता है एक और 14 लेता है इसलिए 77 वेट तक पूरा होता है एम 2 के लिए 84 एक और 10 लेता है इसलिए एम 3 पर 97 तक 94 का इंतजार एक और 11 होता है इसलिए हमें 108 के साथ एक समाधान देता है इसलिए इस अनुक्रम के साथ जुड़ा हुआ स्पैन 108 है सही है इसलिए हमने अभी जो किया है वह है कि हमने जॉनसन के एक्सटेंशन एल्गोरिदम को 3 मशीन की समस्या पर लागू किया है और एम 2 प्लस एम 2 के साथ और एम 2 प्लस एम 3 के साथ एक बराबर 2 मशीन की समस्या पैदा की अब अगर हम वापस जाते हैं और हमने पामर एल्गोरिथ्म में क्या किया है तो हम अनिवार्य रूप से एम 2 पर a0 वजन डालते हैं जिसका मतलब है कि हमने एम 1 और एम 3 को देखा तो कुछ भी नहीं वास्तव में इसे फिर से पामर विचार का उपयोग करने से रोकता है और केवल एम 1 और एम 3 ले और कोशिश करें और एक बराबर 2 मशीन जॉनसन समस्या प्राप्त करें और उस पर जॉनसन के एल्गोरिथ्म को लागू करें इसलिए अभी हम केवल M1 और M3 के साथ देखेंगे यहाँ केवल M1 और M3 के साथ एक और 2 मशीन समस्या तैयार करते हैं तो एक बार फिर से J1 J2 J3 J4 और J5 इसलिए हमें 16121411131519191516 मिल गए अब हम एक और जंक्शन बनाते हैं जो सबसे छोटा है 11 तो दूसरा J2on दूसरी मशीन है इसलिए यहाँ से आता है J2 दूसरी मशीन से एक बार फिर अगला सबसे छोटा J1 है इसलिए J1 यहां आता है तीसरी सबसे छोटी जे 3 है जो पहली मशीन पर है इसलिए जे 3 यहां है सबसे छोटा जे 5 है जो यहां है और फिर जे 4 यहां आता है तो आइए हम इस क्रम के लिए शीघ्रता से पता लगाएं इसलिए हम M1 M2 M3 J3 J5 J4 J1 J2 लिखते हैं इसलिए बहुत जल्दी पूरा होने वाले समय को लिखते हैं तो J3 13 है 13 प्लस 203333 प्लस 1548 J5 13 खत्म होने पर शुरू होता है 28 इंतजार कर रहा है जब तक 49 पर 33 खत्म नहीं हो जाता है M3 पहले से ही 49 से अधिक 16is 65 उपलब्ध है तब हमारे पास J4 28 साल 19 से शुरू होता है 47 पर समाप्त होता है 49 तक इंतजार करता है एक और 15 लेता है जो 64 है 65 तक इंतजार करता है एक और 19 लेता है और 84 पर समाप्त होता है J1 47 पर शुरू होता है 63 में 16 फिनिशिंग लेता है 64 तक इंतजार करता है जबकि 18 में से 82 इसलिए 82 तक फिर से इंतजार कर रहा है जबकि 84 में एक और 12 है जो 96 है अब J2 की शुरुआत 63 में एक और 14 फिनिश में होती है 82 तक पहुंचने में इंतजार होता है जबकि 10 में से 10 लगते हैं 92 तक इंतजार करता है 96 तक एक और 11 लेता है जो 107 है इसलिए हमने इस एल्गोरिथ्म में क्या किया है अब हमें एक और समाधान मिलता है जिसका मेक स्पान 107 है इसलिए इन दो समाधानों के बीच हम वह चुन सकते हैं जो बेहतर है १० two इसलिए हमने अनिवार्य रूप से इस एल्गोरिदम में मूल्यांकन किए दो समाधान किए तो जिनमें से एक 3 मशीन के लिए है पहला हमने जो किया था वह जॉनसन समस्या था एम 1 प्लस एम 2 और एम 2 प्लस एम 3 बीबेड के साथ जॉनसन एक्सटेंशन दूसरे हमने केवल एम 1 और एम 3 किया और हमने दो में से सर्वश्रेष्ठ लिया और इसलिए हमें एक और समाधान मिला जहां जे 3 जे 5 जे 4 जे 1 जे 2 फिर से 107 थे इसलिए हमें पामर से बेहतर कोई समाधान नहीं मिला लेकिन फिर हमें इसके आधार पर पामर के समान समाधान मिला लेकिन हमें इसमें एक अलग अनुक्रम मिला अब तीन मशीनों के लिए हमें 2 समाधान मिल गए हैं और हम सबसे अच्छा उठाते हैं अब हम इसे मी मशीनों के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं इसलिए यदि हमारे पास एम मशीनें हैं तो हम उन्हें एम 1 एम 2 एमएम कहते हैं अब हम तीन मशीनों के लिए एम माइनस 1 क्रम बनाते हैं हमने सामान्य एम मशीनों के लिए दो अनुक्रम बनाए हैं हम माइनस 1 क्रम बनाते हैं तो हमें अनुक्रम 1 एक्स कॉल करें M1 और Mm पहली मशीन लेते हैं आखिरी मशीन को जॉनसन से लेते हैं जो कि यह है दूसरी 1S 2 M1 प्लस M2 और Mm माइनस 1 प्लस Mm होगी पहला 2 ऐड लें अंतिम 2 ऐड लें इसमें से एक जॉनसन है तीसरा सीक्वेंस एम 1 प्लस एम 2 प्लस एम 3 और एमएम माइनस 2 प्लस एमएम माइनस 1 प्लस एम एम पहला 3 लें और अंतिम 3 लें जोड़ें और इसे करें इसलिए जैसा कि हम अंतिम अनुक्रम करते रहते हैं स्माइल माइनस 1 अनुक्रम एम 1 प्लस एम 2 प्लस एमएम माइनस 1 होगा यह एम 2 प्लस एम 3 प्लस एमएम होगा तो पहले m माइनस 1 को लें अंतिम m माइनस 1 को 2 से शुरू करें और इसे प्राप्त करें हमें mth अनुक्रम नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि आप उन सभी को जोड़ देंगे दोनों पक्षों को हम एक ही प्राप्त करेंगे इसलिए हम ऐसा मत करो तो एक सामान्य मी मशीन समस्या के लिए आप इसे सामान्य रूप से m माइनस 1 क्रम खोजने के लिए सामान्यीकृत करते हैं इसलिए यदि मेरे पास 10 मशीन की समस्या है तो चाहे मैं इन 9 में से 9 के आधार पर 9 अनुक्रमों के आधार पर 9 अनुक्रमों का मूल्यांकन करूंगा जॉनसन में टाई आप और अधिक दृश्यों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एम मशीनें हैं तो हम मी माइनस 1 सीक्वेंस करते हुए समाप्त कर देंगे और उसमें से सर्वश्रेष्ठ निकाल लेंगे तो इस मामले में एक 3 मशीन के मामले में हम 2 अनुक्रम हैं और हमने सबसे अच्छा लिया यदि आप 8 मशीनें हैं तो आपके पास 7 अनुक्रम होंगे और आप सबसे अच्छा लेंगे अब यह अभी भी एक हेयोरिस्टिक एल्गोरिथ्म है अब इस हेयुरिस्टिक एल्गोरिथ्म को आमतौर पर सीडीएस एल्गोरिथ्म कहा जाता है जो कैंपबेल ड्यूडेक और स्मिथ के लिए है जो तीन लेखक हैं और यह 1977 में आया था और बहुत लोकप्रिय एल्गोरिथ्म मेक स्पैन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है एक सामान्य मीटर मशीन प्रवाह की दुकान अनुक्रमण समस्या के लिए यह भी आम तौर पर प्रयोग पर आधारित है यह देखा गया है कि यह एल्गोरिदम पामर के सामान्य से बेहतर समाधान देता है पामर अभी भी केवल एक अनुक्रम का मूल्यांकन करेगा CDS m माइनस 1 अनुक्रमों का मूल्यांकन करेगा और सर्वश्रेष्ठ का चयन करेगा अब हम एक और अधिक हेयोरिस्टिक एल्गोरिदम को देखते हैं और फिर हम यह देखना चाहते हैं कि क्या हम एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो 107 से बेहतर है इसलिए अच्छाई एक बार फिर 107 से 103 तक 103 है इसलिए हमने बहुत अधिक नहीं बनाया है इस विशेष उदाहरण के लिए एक सुधार सीडीएस पामर के रूप में मेक स्पैन के समान मूल्य देता है अब हम एक और अधिक हेयुरिस्टिक को बहुत जल्दी से देखते हैं और हम यहां क्या करते हैं कि हम इसके साथ शुरू करते हैं आइए जानें कि प्रत्येक नौकरी के प्रसंस्करण समय का योग है इसलिए 16 प्लस 1834 प्लस 124614 प्लस 10 24 प्लस 113513 प्लस 2033 प्लस 154819 प्लस 1534 प्लस 195315 प्लस 1631 प्लस 1647So अब हम कुल प्रसंस्करण समय के घटते क्रम में नौकरियों की व्यवस्था करते हैं घटते हुए हमेशा इसका मतलब गैर बढ़ते क्रम से होगा तो उच्चतम J3 अगला J5 है मुझे खेद है कि सर्वोच्च J4 है उच्चतम J4 53 के साथ है अगला J3 3rd है J5 4th J1 है और 5th J2 है अब हम इनमें से पहले दो को लेते हैं जो कि J4 और J3 है इसलिए इसे ले लें इसलिए 1take J4 और J3 को ले लें अब J4 और J3 को दो तरीकों से अनुमति दी जा सकती है जो कि J3 J4 और J4 J3 है इसे अनुमति दी जा सकती है दो तरह से J3 और J4 जब मैं कहता हूं कि पहले दो ले लो अगर हम J4 ले रहे हैं और J3 जरूरी नहीं कि उसी क्रम में J4 और J3 J3 के बाद J3 नहीं यह कहें कि यदि हम केवल J4 और J3 लेते हैं तो 2 नौकरियां हैं और उन्हें दो तरह से अनुमत किया जा सकता है अब आंशिक अनुक्रम J3 J4 और J4 के लिए मेक स्पैन का पता करें J3 हमें बस यही करने दें तो J3 के लिए J4 यह 133348 J4 13 प्लस 193233 प्लस 154848 प्लस 1967 J4 के लिए होगा J3 यह 19 प्लस 153434 प्लस 19 है 5313 प्लस 1932 34 प्लस 205454 प्लस 1569 अब इस आंशिक अनुक्रम में 67 का मेक स्पान है इस आंशिक अनुक्रम में 69 का स्पैन है इसलिए इस क्रम को चुनें इसलिए अब J3 चुनें J4 चरण 2 तो चरण 2 J3 J4 चुनें अब यहां अगला काम लें जो कि J5 है अब J5 को तीन तरीकों से निचोड़ा जा सकता है J5 यहां आ सकता है J5 यहां आ सकता है J5 यहां आ सकता है तो आपके तीन क्रम हो सकते हैं जो J5 J3 J4 J3 J5 J4 J3 J4 J5 हैं अब इन सभी 3 आंशिक अनुक्रमों के लिए मेक स्पैन का पता लगाएं जैसे कि हमने यहां किया और सबसे अच्छा चुनें इसलिए उनमें से एक इस समय सबसे अच्छा होगा जो हम अभिकलन को नहीं दिखाने जा रहे हैं लेकिन उनमें से एक सबसे अच्छा होगा अगर किसी कारण से हम कहें कि यह तर्क के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा है तो गणना T मुर्गी अगले एक J1 को देखती है और इसे चार स्थितियों में निचोड़ती है जो यहां आ सकती है यह यहां आ सकती है यह यहां आ सकती है यह यहां आ सकती है तो फिर चार और अनुक्रमों का मूल्यांकन करें और सबसे अच्छा चुनें और अंतिम को लें और इसे पाँच पदों में निचोड़ लें और फिर इन पाँचों में से सर्वश्रेष्ठ का मूल्यांकन करें इसलिए अंत में हमारे पास पाँच अनुक्रम होंगे और हम इन पाँच अनुक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेंगे अब यदि हम एल्गोरिथ्म के साथ जारी रखते हैं तो हम अंत में एक समाधान 34 512 प्राप्त करते हैं इसलिए हम अंत में एक समाधान 34512 प्राप्त करते हैं इसके लिए हम मेक स्पैन की गणना करें तो हमारे पास M1 M2 M3 J3 J4 J5 J1 और J2 होंगे अब हम जल्दी से मेक स्पैन की गणना करें तो पहले 1is J3 13 3348 उसके बाद J4 13 प्लस 1932 का इंतजार करता है जब तक 33 खत्म होने तक 48 खत्म हो जाता है 48 48 पर 67 पर खत्म हो जाता है J5 अगले 15 पर आता है इसलिए 32 प्लस 1547 इंतजार करता है जब तक कि 48 कोई दूसरा न ले ले 1664 इंतज़ार करता है जब तक 67 एक और 16 ले लेता है और 83 पर खत्म हो जाता है फिर J1 47 प्लस 1663 पर शुरू होता है 6464 तक इंतजार करता है और 1882 तक इंतजार करता है जब तक 83 एक और 12 नहीं लेता और 95 पर समाप्त होता है J2 63 पर शुरू होता है एक और 14 77 पर खत्म होता है 82 तक इंतजार करता है जबकि एक और 1092 इंतजार करता है जब तक 95 एक और 11 लेता है और 106 पर खत्म होता है तो यहाँ का फैलाव 106 है जो 107 से बेहतर है जो हमें मिला है इसलिए हमारे पास 106 का एक स्पान है अब यह एल्गोरिथ्म एक सम्मिलन एल्गोरिथ्म है और मेक स्पैन के लिए इस सम्मिलन एल्गोरिथ्म को NEH एल्गोरिथम कहा जाता है जो नवाज़ एनस्कोर और हैम एल्गोरिथम के लिए है जो वर्ष 1984 में आया था अब यह सम्मिलन एल्गोरिथ्म स्पैन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है एक प्रवाह की दुकान में कम से कम और यह कैम्पबेल ड्यूडेक और स्मिथ एल्गोरिथ्म की तुलना में औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम देने के लिए दिखाया गया है अब यदि आपके पास एम मशीनें हैं और n जॉब्स CDS m माइनस 1 अनुक्रमों का मूल्यांकन करेगा और सबसे अच्छा का चयन करेगा तो अंत में NEH n अनुक्रमों का मूल्यांकन करेगा और सर्वश्रेष्ठ का चयन करेगा और आमतौर पर गैर प्रवाह की दुकान की समस्याएं m से अधिक होती हैं इसलिए एनईएच एल्गोरिदम वास्तव में सीडीएस एल्गोरिदम की तुलना में अधिक अनुक्रमों का मूल्यांकन करेगा क्योंकि या तो यह सीडीएस एल्गोरिथ्म की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है जब हम मेक स्पैन कम करने पर विचार करते हैं अब जब हमारे पास 106 के साथ एक समाधान है तो अच्छाई 106 शून्य से 103 हो जाएगी जो कि 100 प्रतिशत में 103 हो जाएगी पहले के मामले में 4 से थोड़ा कम और इस मामले में 3 से थोड़ा कम होगा इसलिए यदि हम उस समाधान से खुश हैं जो इष्टतम के 3 प्रतिशत के भीतर है तो हम एनईएच को ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं यदि हम इस उम्मीद के साथ अन्य तरीकों के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं या हम 1 शून्य से कम 6 समाधान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन यह निर्भर करता है कि इष्टतम कहां है और इस विशेष समस्या उदाहरण के लिए इष्टतम है 106 और इसलिए एनईएच ने हमें इष्टतम दिया है लेकिन फिर हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है इसलिए हम अभी भी कहेंगे कि एनईएच ने एक समाधान के रूप में दिया है जो कि इष्टतम के 3 प्रतिशत के भीतर है इसलिए अब हमने फ्लो शॉप में मेक स्पैन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ अनुमानों को देखा है पहले सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग पर हमारी चर्चा में हमने सिंगल मशीन फ्लो शॉप और फिर जॉब शॉप के साथ शुरुआत की इसलिए हम अगले व्याख्यान में एक नौकरी की दुकान में समयबद्धन के कुछ पहलुओं को देखेंगे